नमस्कार मेरा नाम जयंत चटर्जी है और मैं आईआईटी कानपुर से हूँ हम चर्चा कर रहे हैं प्रबंध सेवाएं और समकालीन मुद्दे कल हम सेवा की नाशवान खराब प्रकृति के कारण और सेवा की अविभाज्य प्रकृति के कारण सेवा व्यवसाय के क्षेत्र में बनाई गई कुछ अनोखी चुनौतियों के बारे में चर्चा कर रहे थे दोनों शब्दावली पिछले सुत्रों में अच्छी तरह से बताई गई हैं इसलिए यह उसी अनूठी चुनौती का दूसरा भाग है जिसे दो सेट कहते हैं और हम जीवन के तथ्य से शुरू करते हैं हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि सेवा में हम कैसे क्षमता का प्रबंधन कर सकते हैं और सेवा प्रदाता और सेवा उपभोक्ता के बीच प्रतीक्षा रेखाओं कतारों नियुक्तियों आरक्षणों का निर्माण करके मांग का प्रबंधन कर सकते हैं तैनात की गई इन तकनीकों में से किसी को भी प्रतीक्षारत पंक्ति वेटिंग लाइन पसंद नहीं है और दिलचस्प बात यह है कि जब आप नवीनतम अपने सबसे पसंदीदा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को खरीदने के लिए इंतजार करना चाहें तो यह एक नई प्रकार की घड़ी हो या नए प्रकार का मोबाइल फोन आप इसे पसंद नहीं करेंगे कि अपने बिजली के बिल का भुगतान करने के लिए या मूवी ऑडिटोरियम में आने के लिए बहुत देर तक प्रतीक्षा करें इसलिए इस पर शोध किया गया और पाया गया कि सेवा के संदर्भ में लोग प्रतीक्षा करने से घृणा करते हैं अब यहाँ वेटिंग लाइन्स की कुछ तस्वीरें हैं अब हम शीर्ष पर देख सकते हैं कि शीर्ष दाएँ चतुर्थांश पर बड़ी संख्या में लोग हैं और शीर्ष बाएँ चतुर्थांश पर कतार में लोगों की संख्या कम है और ये कुछ महत्वपूर्ण तकनीकें हैं कतार प्रबंधन और फिर निचले दाएँ चतुर्थांश पर दिखाई जाने वाली कतारें हैं और कतार प्रबंधन का एक बहुत ही अनूठा तरीका निचले बाएँ पर दिखाया गया है वास्तव में यह प्रसिद्ध कतार परिसर की एक तस्वीर है यह वास्तव में तिरुपति में एक कतार परिसर कहलाता है जो कि प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय तिरुपति मंदिर है जहाँ लाखों श्रद्धालु कुछ निश्चित दिनों में और पूरे वर्ष भर पूजा करते हैं उनके पास एक लोगों का विशाल प्रवाह है l और यह एक विशेष प्रकार का एक दिलचस्प सेवा व्यवसाय है जहां अच्छी कतारबद्ध सिद्धांत अवधारणाओं को तैनात किया गया है तीर्थयात्रियों की संतुष्टि नागरिक संतुष्टि के उच्च स्तर पर सेवा का प्रबंधन करने के लिए अच्छे औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रथाओं को रखा गया है और यह हम इस विशेष आरेख में अध्ययन करने जा रहे हैं जो अब आपके सामने है इसलिए जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कतार या प्रतीक्षा लाइन उपलब्ध सर्वरों की संख्या के आधार पर अलग अलग तरीकों से संरचित की जा सकती है और आप आसानी से इन आरेखों से देख सकते हैं कि सरल प्रबंधन तकनीक एक बेहतर सेवा स्तर बना सकती है पहला कोर्स यह है कि यदि आप सर्वर की संख्या बढ़ा सकते हैंI तो जैसा कि आप तीसरी पंक्ति में देख सकते हैं कई सर्वरों की समानांतर रेखाओं की की मदद से रेखाओं की कतार की लंबाई को काफी नीचे लाया जा सकता है हम शायद इसी कतार प्रबंधन प्रणाली पर बाद में चर्चा करेंगे जब हम इस पाठ्यक्रम के समापन चरण में आएँगे जहां हम गणितीय रूप से कतार की लंबाई में महत्वपूर्ण कमी दिखा सकते हैं जो शायद एक या दो सर्वरों के सरल जोड़ के साथ प्राप्त की जा सकती है लेकिन आप सचित्र रूप से या अपने स्वयं के अनुभव से निरीक्षण करेंगे कि जितने अधिक सर्वरों की कमी होगी उतनी कतार की लंबाई होगी यहां तक कि वास्तव में यहां बनाकर कतार का प्रबंधन भी करते हैं उदाहरण के लिए एक नंबर लें आप बैंकों या कई अन्य स्थानों पर परिचित हैं जहां सर्वर की निश्चित संख्या होती है और सर्वर के सामने केवल एक ही व्यक्ति होता है क्योंकि कतार निश्चित रूप से कहीं और बफ़र की जाती है यहाँ लाभ यह है कि एक व्यक्ति को लॉक नहीं किया जाता है और वह प्रतीक्षा रेखा में है क्योंकि उस व्यक्ति के पास एक संख्या है और वह जानता है कि इस में कितनी संख्या में सेवा दी जा रही है और इसलिए यह अनुमान लगा सकता है कि उसकी बारी आधे घंटे बाद आएगी और कुछ और करने के लिए समय का उपयोग कर सकती है इसलिए यदि बैंक खरीदारी परिसर में स्थित है तो व्यक्ति कुछ खरीदारी गतिविधियों के लिए जा सकता है और अपनी बारी के लिए वापस आ सकता है और फिर से लाइन का निर्माण किया जा सकता है कि यह तब हो सकता है जब हम एयरलाइन की जाँच करते हैं कि इनपुट लाइन समान है लेकिन कई सर्वर हैं इसकी अपनी चुनौतियाँ हैं और इसके अपने फायदे हैं और जब हम कतार पर चर्चा करेंगे तो हम इस पर थोड़ा और चर्चा करेंगे इस समय हम मूल रूप से वेटिंग लाइन में कुछ उपभोक्ता व्यवहार पहलुओं को देख रहे हैं और इसे कैसे प्रबंधित करने की आवश्यकता है क्योंकि इस समय हम इस सप्ताह में देख रहे हैं सेवाओं की अनूठी विशेषताओं और सेवा उपभोक्ताओं को सेवा से जुड़ाव प्रक्रियाओं और उनकी भावना और विचारों और धारणाओं और उन लोगों को कैसे बेहतर ग्राहक संतुष्टि स्तर बेहतर सेवा वितरण स्तर के लिए प्रबंधित करने की आवश्यकता है अभी जाहिर है सेवा लाइनें हैं I यह हमारे लक्षण प्रतीक्षा लाइनें या क्षमता के बीच बेमेल से उत्पन्न होने वाले लक्षण हैं जो सेवा की मांग की अपेक्षाकृत निश्चित और परिवर्तनशीलता है आपने अंतिम व्याख्यान में देखा है कि कैसे हम क्षमता में कुछ लचीलापन पैदा कर सकते हैं लेकिन इसकी सीमा है कुछ हैं कुछ को बढ़ाया जा सकता है यही कारण है कि हमें अक्सर एक ही समय में चरक्षमता और मांग प्रबंधन का प्रबंधन करना पड़ता है इससे पहले कि हम कतार या प्रतीक्षा रेखा में ग्राहक मनोविज्ञान की ओर रुख करें प्रतीक्षा रेखा में उपभोक्ता व्यवहार यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कतारें भौतिक हो सकती हैं लेकिन कतारें भौगोलिक रूप से भी निपटाई जा सकती हैं और एक समय में और अंतरिक्ष में और इस तरह वास्तव में संतुष्टि का एक उच्च स्तर प्राप्त किया जा सकता है मैं अभी आपको TTD के प्रसिद्ध कतार परिसर को दिखा रहा हूँ और मैं बस इस बात पर आऊँगा कि उपभोक्ता मनोविज्ञान का कौन सा पहलू है जो इसकी देखभाल करता है लेकिन यहां तक कि कतार मंदिर परिसर में कतार में प्रवेश करने से पहले मंदिर प्रशासन ने एक और इंजीनियरिंग काम किया है जैसे ही तीर्थयात्री तिरुपति स्टेशन पर पहुंचते हैं और यहां तक कि तिरुमल मंदिर परिसर में जाने का दावा करने से पहले भी उन्हें प्रिंट और एक अनुमान में एक विशेष बार कोड के साथ एक बैंड दिया जाता है जब उन्हें कतार परिसर के दरवाजे पर पहुंचना चाहिए और देवता को अपनी प्रार्थना की पेशकश करने में कितना समय लगेगा तो आप दिन एक्स पर पहुंच सकते हैं आपको पता चल जाएगा कि एक्स प्लस 1 में इसका मतलब है आप बुधवार को हैं आप जानेंगे कि गुरुवार सुबह 8 बजे का समय होगा और आपको वहां होना चाहिए इसलिए आपके पास पूरा गुरुवार मुफ्त है और आपके पास समय से पहले मुफ्त में कतार है जिसका आप अनावश्यक इंतजार नहीं कर रहे हैं आप अन्य चीजों को उत्पादक कर सकते हैं इसलिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के आसपास अन्य पर्यटक आकर्षण हैं इसलिए कतार को विभिन्न अन्य सुविधाओं की ओर मोड़ दिया जाता है और फिर से प्रतीक्षा लाइन के इस प्रबंधन के साथ वापस लाया जाता है कि कब तक यह लगेगा और इसलिए तीर्थयात्रियों के आगमन और प्रस्थान तीर्थयात्रियों के साथ मेल खाते हैं इसलिए तीर्थयात्रियों को स्टेशन पर पहुंचते ही पता चल जाता है कि जब उन्हें मंदिर जाना चाहिए तो उन्हें पता होता है कि आंतरिक गर्भगृह में जाने में उन्हें कितना समय लगेगा और इस तरह उच्च स्तर की संतुष्टि का निर्माण होता है क्योंकि मेरे कब्जे वाला समय उबाऊ है और यह लंबा लगता है इसलिए कब्ज़ा किया गया समय कम प्रतीत होता है यही कारण है कि हवाई अड्डों के बोर्डिंग गेट पर नियमित कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं जहां आमतौर पर लोगों को आधे घंटे से एक घंटे तक इंतजार करना पड़ता है कुछ समय के लिए उड़ानों में देरी हो सकती है लेकिन टीवी शो लोगों को व्यस्त रखते हैं ताकि ग्राहकों का कब्जा महसूस हो बेहतर जाहिर है यदि आप एक समूह में हैं तो आपकी अपनी चर्चाएं चल रही हैं इसलिए यह एक एकल प्रतीक्षा से बहुत बेहतर है यह देखा गया है कि भले ही आप केवल एक दर्पण लगाते हैं जहां लोग लिफ्ट में जाने के लिए कतार में इंतजार करते हैं लोग दर्पण को देखते हैं और महसूस करते हैं आप जानते हैं कि उनके कपड़े आदि को समायोजित कर सकते हैं जो उन्हें घेरे रखता है और वह कतार का प्रबंधन बेहतर है जाहिर है आरामदायक प्रतीक्षा असहज प्रतीक्षा से बेहतर हैं और आप वास्तव में कर सकते हैं यह प्रक्रिया प्रतीक्षा में बाहरी प्रक्रिया प्रतीक्षा से बेहतर है इसलिए लोग तिरुपति मंदिर जाने से पहले ही कतार में लग जाते हैं इसलिए उन्हें लगता है कि वे इस प्रक्रिया में हैं जैसा कि आप देख रहे हैं इस तस्वीर में अलग अलग होल्डिंग रूम हैं इसलिए लोग इस प्रक्रिया में हैं वे इस कतार परिसर के चारों ओर जा रहे हैं उन्हें लगता है कि वहां के गर्भगृह के पास पहुंच रहे हैं और इन होल्डिंग रूम में अलग अलग गतिविधियाँ चल रही हैं और लोग वास्तव में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं वहाँ एक गति की भावना है लाइन बढ़ रही है विभिन्न गतिविधियाँ हो रही हैं लोग खुश हैं इसी तरह समझाया गया इंतजार अस्पष्टीकृत इंतजार से बेहतर है यदि लोग चिंतित हैं कि उड़ान में देरी हो रही है और पायलट कुछ घोषणा करता है या लोग अपनी चिंता व्यक्त करने से पहले ही पायलट वैकल्पिक उड़ानों के बारे में बात करता है जो लोगों को उतार सकते हैं या एयरलाइन की व्यवस्था है जो यात्रियों को एक उड़ान से दूसरे उड़ान में डालने के लिए बनाई जा रही है सूचना का यह प्रवाह चिंता को कम करता है या लोग उड़ानों के बीच लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तथाकथित लेट समय लेट समय के साथ आप मूल्य वर्धित गतिविधियों जैसे स्पा या हेयरकट सैलून और इतने पर दिल बहला सकते हैं इसलिए विभिन्न अनुसंधानों के माध्यम से ये महत्वपूर्ण समझ हैं इनमें से कुछ स्रोतों का उल्लेख यहां किया गया है और हमें पता चलता है कि प्रतीक्षा रेखा का प्रबंधन कैसे किया जाता है इसी तरह आरक्षण हैं आरक्षण फिर से बहुत आवश्यक है कुछ हद तक ग्राहकों के लिए चुनौतीपूर्ण है लेकिन कम से कम यह एक निर्बाध प्रतीक्षा करने से ग्राहकों को सुरक्षित करता है और यह हमें मांग का प्रबंधन करने में भी मदद करता है और किसी तरह से आरक्षण प्रणाली हमें एक मांग के लिए चरम मांग को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है और हम वास्तव में आरक्षण प्रणाली में प्रोत्साहन भी दे सकते हैं ताकि शिखर अवधि और मंदी की अवधि के बीच यह समायोजन बेहतर तरीके से किया जा सके निश्चित रूप से आरक्षण प्रणाली में कर्मचारी प्रदर्शन उपयोगकर्ता मित्र को बताता है कि आरक्षण प्रणाली को सफल बनाने के लिए जवाबदेही की विश्वसनीयता बहुत महत्वपूर्ण है कुछ मामलों में हम स्वयं सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि बैंकों में उदाहरण अक्सर कतार प्रबंधन प्रणाली आरक्षण प्रणाली यह है कि आप मशीन से टोकन लेते हैं और आप स्क्रीन को देखते हैं और देखते हैं कि कौन सी संख्या अब सेवा हो रही है और आप जानते हैं अनुमानित अंतराल के बीच की खाई कुछ समय स्क्रीन दिखाएगी कि वर्तमान औसत सेवा समय प्रति बैंक टेलर 9 मिनट है इसलिए यदि आपकी संख्या 32 है और आप देखते हैं कि बोर्ड नंबर 11 पर सेवा दी जा रही है तो आप जानते हैं 21 से अधिक लोगों के इंतजार में और औसतन 9 मिनट का अंतराल है तो आप जानते हैं कि आप आसानी से एक घंटे के लिए बाहर जाने के लिए कुछ कर सकते हैं और आप अपनी बारी को याद नहीं करेंगे इसलिए अच्छी तकनीकी का निर्माण स्वयं सेवा प्रौद्योगिकियों का समर्थन करता है और प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को कुछ मनोविज्ञानों की अच्छी समझ होती है जैसे आप प्रतीक्षा समय और आरक्षण प्रणाली को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं यह थोड़ा अधिक विवरण स्लाइड है और हम वास्तव में इनमें से हर एक खंडभाग पर ध्यान देंगे क्योंकि हम इन विभिन्न मुद्दों को बाद में विस्तार से बताते हैं लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है कि समय के साथ मांग के प्रतिरूपपैटर्न को जानने के लिए डेटा संग्रह हो सकता है क्या अच्छा गणितीय मॉडल बनाने में समय की लंबी अवधि होती है जो उन मांग पैटर्न को बढ़ाते हैं जिन्हें समायोजित किया जा सकता है विभिन्न गहनता के परिणाम को जानना जो पहले लोगों को प्रदान किया गया है और यह कैसे चरम से गर्त की मांग को स्थानांतरित करने में सफल रहा विभिन्न प्रौद्योगिकी रुझानों को देखते हुए और यह देखने के लिए कि कैसे सेवा स्वयं को उदाहरण के लिए रूपांतरित कर सकती है इस चर्चा कि हमारे पास खेल की घटनाओं को टेलीविजन प्रसारण और इंटरनेट प्रौद्योगिकियों आदि के उपयोग द्वारा दर्शकों के संदर्भ में किस तरह व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है इसलिए इन चीजों को और अधिक विस्तार से देखना होगा लेकिन सत्र के इस विशेष सेट को समाप्त करने के लिए यह है कि किसी भी समय की गति मे एक फिक्स क्षमता सेवा को अतिरिक्त मांग का सामना करना पड़ सकता है विभिन्न प्रकार के मांग में बदलाव डिमांड वेरिएशन होंगे जिन्हें हमें डिमांड और क्षमता दोनों को संतुलित करना होगा क्षमता को खिंचाव स्ट्रेचिंग या ग़ोता सिंकिंग क्षमता के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है और मांग को विपणन रणनीतियों के माध्यम से विश्लेषण के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा सकता है और प्रोत्साहन प्रदान करके और प्रतीक्षा रेखा और आरक्षण प्रणाली सार्वभौमिक हैं लेकिन हम समस्याओं और अच्छे शोध समाधान को समझने के बाद प्रतीक्षा रेखाओं के मनोविज्ञान को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं जो पहले से ही उपलब्ध हैं